कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में टीसीपी कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट को विस्तार में हमने देखा इस कक्षा में हम इसके आगे टीसीपी को विस्तार से देखते हैं इसमें है फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम जो कि सेंडर के एंड पर सेंडर रेट को मैनेज करने के लिए टीसीपी के द्वारा प्रयुक्त होता है इसमें हम फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम से जुड़े हुए विभिन्न टाइमर्स को देखते हैं तथा यह भी देखते हैं कि आप उन टाइमर्स के लिए एक सटीक मान कैसे सेट करते हैं आइए हम फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम से शुरुआत करते हैं गो बैक एन ए आर क्यू के सिद्धांत में टीसीपी स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम का प्रयोग करता है जिसमें अगर कहीं टाइम आउट होता है तो आप अपने सेंडर विंडो में डाटा को रिट्रांसमिट करते हैं सरलतम रूप में यह ऐसे काम करता है कि आप सीक्वेंस नंबर 0 से शुरुआत करते हैं याद रखिए यह 0 आरंभिक सीक्वेंस नंबर नहीं है बल्कि इसे बस समझाने के लिए सीक्वेंस नंबर 0 का प्रयोग किया गया है आदर्श स्थिति में देखें तो यह आरंभिक सीक्वेंस नंबर से शुरू होगा जोकि कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट के हैंड शेकिंग फेज के दौरान इस्टैबलिश होता है यहां आप सीक्वेंस नंबर इस प्रकार से देख सकते हैं ISEQSEQ जिसमें ISEQ इनिशियल सीक्वेंस नंबर है और SEQ वह सीक्वेंस नंबर है जो पूर्व का है और जिसे आप स्लाइड में देख सकते हैं इसी सीक्वेंस नंबर कि हम चर्चा कर रहे हैं समझने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए हम सीक्वेंस नंबर 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो आइए सीक्वेंस नंबर 0 से शुरू करते हैं और इस चरण में ट्रांसपोर्ट लेयर बफर में एप्लीकेशन 2 KB राइट करता है जब ट्रांसपोर्ट लेयर बफर में एप्लीकेशन 2 KB राइट करता है तो आप 2 KB डाटा भेजते हैं यानी आप सीक्वेंस नंबर 0 के साथ 2 KB भेज रहे हैं आरंभ में देखिए यह रिसीवर बफर है रिसीवर बफर 4 KB तक डाटा होल्ड कर सकता है जब आप यह 2 KB डाटा रिसीवर बफर में प्राप्त कर रहे हैं तो यह आपको यह सूचना देता है कि इसमें 2 KB डाटा रिसीव किया जा चुका है और यह 2 KB अतिरिक्त डेटा एक्सेप्ट कर सकता है तो यह रिसीवर बफर डाटा प्राप्त करने के बाद सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नंबर 2048 भेजता है चूकि हम बाइट सीक्वेंस नंबर का प्रयोग कर रहे हैं अतः 2 KB 2048 बाइट के समकक्ष है इस प्रकार यह एक्नॉलेजमेंट 2048 भेजता है विंडो का साइज भी 2048 है यानी यह 2 KB अतिरिक्त डेटा होल्ड कर सकता है इस चरण में एप्लीकेशन पुनः 2 KB राइट करता है तो जब एप्लीकेशन 2 KB राइट करता है तो आप 2 KB डाटा सेंड कर रहे हैं तथा डाटा के साथ सीक्वेंस नंबर भी सेंड कर रहे हैं जो कि 2048 से शुरू होता है तो यह रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है तो जब यह रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है तो आप यहां देखिए आपने पहले ही 2 KB सेंड कर दिया था और विंडो साइज 2048 है यह बता दिया था तो इसलिए सेंडर इस स्थिति में ब्लॉक कर दिया गया है सेंडर ने पहले ही संपूर्ण बफर स्पेस का उपयोग कर लिया है यानी जितना रिसीवर होल्ड कर सकता था तो अब इस स्थिति में सेंडर अतिरिक्त डेटा नहीं भेज सकता इसलिए सेंडर को ब्लॉक कर दिया गया है इस 2 KB डाटा को रिसीव करने के साथ ही रिसीवर बफर फुल हो गया है अतः अब रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जो यह बताता है कि रिसीवर ने 4096 बाइट्स तक डाटा रिसीव कर लिया है और विंडो साइज 0 है रिसीवर अब और अतिरिक्त डेटा रिसीव कर पाने की स्थिति में नहीं है इसलिए सेंडर को ब्लॉक कर दिया गया है इस चरण में एप्लीकेशन 2 KB डाटा बफर से रीड करता या पढ़ता है तो एक बार जब एप्लीकेशन ने 2 KB डाटा रीड कर लिया तो यह 2 KB फुल हो जाता है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 पहले जो एक्नॉलेजमेंट भेजा गया था उसका नंबर 4096 था लेकिन अब विंडो साइज 0 से 2048 हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यह अब 2 KB अतिरिक्त डेटा प्राप्त कर सकता है सेंडर इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद ब्लॉकिंग स्टेज से बाहर आ जाता है एक बार सेंड ब्लॉकिंग स्टेज से बाहर आ गया तो वह अब 2 KB तक अतिरिक्त डेटा सेंड कर सकता है मान लीजिए इस चरण में सेंडर 1 KB डाटा सीक्वेंस नंबर 4096 के साथ सेंड कर रहा है तो यह 1 KB डाटा रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है और फिर रिसीवर इसे बफर में रख देता है अब यहां बफर में 1 KB स्पेस उपलब्ध है यदि रिसीवर अब एक्नॉलेजमेंट सेंड करना चाहता है तो वह SEQ एक्नॉलेजमेंट नंबर 4096 के साथ 1024 का प्रयोग करेगा जो वह पहले ही रिसीव कर चुका है यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 40961024 विंडो साइज यहां पर 1 KB अर्थात 1024 है तो रिसीवर यही एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा तो इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया जारी रहती है सेंडर जब भी कोई डाटा सेंड करना चाहे जैसे यहां पर सेंडर 2 KB डाटा सेंड करता है तो सेंडर 2 KB डाटा को तब तक बफर में रखता है जब तक वह एक्नॉलेजमेंट प्राप्त न कर ले अगर यह एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है तब गो बैक एन सिद्धांत के आधार पर सेंडर बफर से संपूर्ण 2 KB डाटा को रिट्रांसमिट करता है गो बैक एन सिद्धांत के साथ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकोल में यह एल्गोरिदम बिल्कुल सरल है लेकिन इसमें कुछ युक्तियां है आइए इनको देखते हैं सबसे पहले हम टेलनेट एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं हालांकि यह मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने टेलनेट का प्रयोग किया होगा टेलनेट एक एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग सरवर से रिमोट कनेक्शन के लिए होता है तो इस टेलनेट एप्लीकेशन से आप एक सर्वर से रिमोट कनेक्शन कर सकते हैं और फिर इस पर आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो जब भी आप सर्वर से रिमोट कनेक्शन कर रहे हो और उस पर कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मान लीजिए आपने सिर्फ यह लिखा है " एलएस" "ls" यह लिनक्स कमांड करंट फोल्डर के सभी डायरेक्टिव्स के लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त होता है तो इस कमांड को नेटवर्क के द्वारा सर्वर साइड पर सेंड करने की आवश्यकता होती है क्योंकि जो कनेक्शन आपने इस्टैबलिश्ड किया है यह रिमोट कनेक्शन टेलनेट की सहायता से किया गया है यह टेलनेट कनेक्शन प्रत्येक की स्ट्रोक पर रियेक्ट करता है वर्स्ट केस में यह संभव है कि जब भी कोई कैरेक्टर सेंडिंग टीसीपी एनटीटी पर आता है तब टीसीपी 21 बाइट्स का टीसीपी सेगमेंट क्रिएट करता है जहां पर 20 बाइट्स हेडर में होते हैं और 1 बाइट का डाटा होता है टीसीपी सेगमेंट हेडर 20 बाइट के आकार का होता है लेकिन टेलनेट सर्वर डाटा को एक एक बाइट करके भेजता है क्लाइंट साइड पर टेलनेट एप्लीकेशन 1 बाइट डाटा रिसीव करता है और इस एक बाइट डाटा को टेलनेट एप्लीकेशन टीसीपी सेगमेंट की सहायता से भेजने की कोशिश करता है तो उस टीसीपी सेगमेंट में होता क्या है कि यह टीसीपी सेगमेंट साइड में 20 बाइट का हेडर और 1 बाइट का डाटा होगा तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितनी तादाद में ओवरहेड है उस 21 बाइट्स के पैकेट या 21 बाइट के सेगमेंट में आप सिर्फ 1 बाइट डाटा सेंड कर रहे हैं और इस सेगमेंट के साथ एक्नॉलेजमेंट और विंडो अपडेट भी सेंड किया गया है जब यह एप्लीकेशन 1 वाइट रीड करता है तो यह एप्लीकेशन 1 बाइट रीड करता है और एक्नॉलेजमेंट वापस सेंड करता है परिणाम स्वरूप बैंडविड्थ का क्षय होता है कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण डाटा सर्वर साइड पर नहीं सेंड कर रहे हैं बल्कि आप डाटा की सिर्फ थोड़ी सी मात्रा सेंड कर रहे हैं और हेडर्स की वजह से संसाधनों का महत्तम उपयोग हो रहा है इस समस्या के समाधान के लिए हम जिस संकल्पना का प्रयोग करते हैं उसे डिलेड एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है डिलेड एक्नॉलेजमेंट की स्थिति में आप एक्नॉलेजमेंट और विंडो अपडेट को तकरीबन 500 ms तक के लिए डिले करते हैं ताकि उसी समय अंतराल में अतिरिक्त डेटा पैकेट रिसीव किया जा सके तात्पर्य यह है कि जब भी आप टेलनेट एप्लीकेशन से एक कैरेक्टर प्राप्त कर रहे हो तब आप इसे फौरन नहीं भेजते हैं बल्कि आप एक निश्चित समय यानी 500 ms तक के लिए प्रतीक्षा करते हैं यह 500 ms प्रतीक्षा का समय टीसीपी में बाय डिफॉल्ट होता है इस प्रक्रिया में उम्मीद यह होती है कि इस प्रतीक्षा समय में आप कुछ अतिरिक्त डेटा प्राप्त कर सकें ताकि आप 20 बाइट्स हेडर के साथ डाटा पैकेट में 1 बाइट से अधिक डाटा सेंड करने में सक्षम हो सकें हालांकि इस स्थिति में अगर सेंडर चाहे तो वह कई शॉर्ट डाटा सेगमेंट्स सेंड कर सकता है यह उसी प्रकार है जैसे आप जब कोई एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड कर रहे हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट को डीले कर रहे हैं आप एक्नॉलेजमेंट को डीले कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ की फौरन आप कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहे हैं आपको याद होगा कि जब तक उपलब्ध बफर स्पेस में सेंडर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं करता है तब तक सेंडर कोई अतिरिक्त डेटा नहीं सेंड करेगा और रिसीवर सिर्फ प्रतीक्षा करता रहेगा यानी जब रिसीवर के पास पर्याप्त स्पेस है तो यह सेंडर से पर्याप्त डाटा रिसीव करेगा सिर्फ उसी स्थिति में यह सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर और डाटा ना सेंड कर सके इसलिए रिसीवर सेंडर को फौरन एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करेगा अब हमारे पास एक दूसरा एल्गोरिदम है पिछली स्थिति में डिलेड एक्नॉलेजमेंट में हमने यह देखा है कि आप यह अपेक्षा करते हैं कि जब तक आप सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड कर रहे हैं तब तक सेंडर और डाटा नहीं सेंड करता है लेकिन सेंडर यहां पर प्रतिबंधित नहीं है वह टेलनेट एप्लीकेशन से जब भी डाटा प्राप्त करेगा तो उसको फौरन सेंड करेगा सेंडर को इस प्रकार से छोटे छोटे पैकेट या सेगमेंट्स को सेंड करने से रोकने के लिए हम निगल एल्गोरिदम Nagle's algorithm के संकल्पना का प्रयोग करते हैं यह निगल एल्गोरिदम यह कहता है कि जब छोटे छोटे हिस्सों में डाटा सेंडर तक आता है तो सिर्फ पहले हिस्से को सेंड किया जाना चाहिए तथा शेष सभी हिस्सों को बफर में तब तक रखा जाए जब तक कि पहले हिस्से का एक्नॉलेजमेंट प्राप्त ना हो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 आप यहां पर आने वाले सभी कैरेक्टर्स जैसे B CD इत्यादि को बफर करते जाते हैं जब तक कि आप रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट ना प्राप्त कर लें यहां पर यह उम्मीद कि जाती है कि जब भी आप इंटरनेट में कुछ छोटे छोटे पैकेट्स सेंड कर रहे हैं तब आप एक के बाद एक पैकेट्स सेंड नहीं करते यानी ऐसा नहीं है कि नेटवर्क के द्वारा आप पैकेट A इसके बाद पैकेट B फिर पैकेट C या कह लीजिए सेगमेंट A इसके बाद सेगमेंट B और फिर सेगमेंट C सेंड कर रहे हैं बल्कि एक दिए गए समय में नेटवर्क में सिर्फ एक शॉर्ट पैकेट सेंड किया जाएगा तो इस प्रकार से उस समय तक आप इस पैकेट A के लिए एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लेंगे अब यहां पर आपके पास सेंडर बफर में कई अन्य कैरेक्टर्स हैं तो अब आप की अपेक्षा यह है कि जब आपके पास सेंडडर बफर में कई अन्य कैरेक्टर्स हैं तो आप उन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक सिंगल सेगमेंट का निर्माण कर नेटवर्क के द्वारा सेंड कर सकते हैं अब प्रश्न यह आता है कि क्या हम निकल एल्गोरिदम का प्रयोग हमेशा करना चाहते हैं क्योंकि निगल एल्गोरिदम जानबूझकर ट्रांसफर में डिले को बढ़ाता है तो अगर आप सिर्फ टेलनेट एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं और निगल एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के लिए आपका रिस्पांस टाइम स्लो हो जाएगा क्योंकि यद्यपि आप कुछ टाइप कर रहे हैं और टीसीपी जब तक पिछले शॉट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ना प्राप्त कर ले तब तक उस सिंगल बाइट को सरवर तक पहुंचने से रोक रहा है यही कारण है कि हम डिले संवेदनशील एप्लीकेशन के लिए निगल एल्गोरिथ्म का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप निकल एल्गोरिदम और डिलेड एक्नॉलेजमेंट को एक साथ क्रियान्वित करते हैं तो क्या हो सकता है निगल एल्गोरिदम में सेंडर एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा करता है सेंडर ने एक छोटा पैकेट या सेगमेंट भेजा और अब एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन रिसीवर एक्नॉलेजमेंट को डिले कर रहा है अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट को डिले कर रहा है और सेंडर एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है तो सेंडर स्टार्वेशन की स्थिति में जा सकता है तथा एप्लीकेशन से रिस्पांस प्राप्त करने में आपको काफी समय का डिले लग सकता है यही कारण है कि अगर आप निगल एल्गोरिदम और डिलेड एक्नॉलेजमेंट एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो इस तरह के परिणाम आ सकते हैं जहां आप स्टार्वेशन की वजह से एप्लीकेशन से स्लो रिस्पांस टाइम का अनुभव कर सकते हैं तो वृहत अर्थ में आप डिलेड एक्नॉलेजमेंट में क्या कर रहे हैं आप रिसीवर को छोटे विंडो अपडेट भेजने से रोक रहे हैं और आप रिसीवर साइड पर इस अपेक्षा में एक्नॉलेजमेंट को डिले कर रहे हैं कि सेंडर कुछ और डाटा सेंडर बफर में इकट्ठा कर लेगा और इसके बाद सेंडर छोटे सेगमेंट की बजाए बड़े सेगमेंट को सेंड कर पाने में सक्षम होगा जबकि निगल एल्गोरिदम में आप छोटे सेगमेंट के एक्नॉलेजमेंट कि सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि तब तक एप्लीकेशन सेंडर बफर में कुछ और डेटा राइट करेगा इन दोनों के कारण स्टार्वेशन हो सकता है यही कारण है कि हम डिलेड एक्नॉलेजमेंट और निगल एल्गोरिदम को एक साथ इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते इसका एक संभावित हल जो कि इस विंडो अपडेट मैसेज के एक दूसरी समस्या से आता है जिसे हम सिली विंडो सिंड्रोम कहते हैं आइए देखते हैं यह सिली विंडो सिंड्रोम है क्या यह इस प्रकार है कि सेंडिंग टीसीपी इनटीटी को लार्ज ब्लॉक के रूप में डाटा पास किया गया है लेकिन रिसीवर साइड पर एक इंटरएक्टिव एप्लीकेशन डाटा का एक बार में एक ही बाइट रीड करता है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 मान लीजिए सेंडिंग एप्लीकेशन डाटा को 10mbps की स्पीड से डाटा सेंड कर रहा है सेंडर के पास सेंड करने के लिए प्रचुर मात्रा में डाटा है लेकिन रिसीवर साइड पर आप एक प्रकार का इंटरएक्टिव एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो रिसीवर बहुत ही धीमी गति से यानी एक बार में 1 KB या 1 बाइट डाटा रिसीव कर रहा है यह उदाहरण यहां आप देख सकते हैं अब अगर ऐसा होता है तो यह एक प्रकार की समस्या है आरंभ में मान लीजिए रिसीवर बफर फुल है तो जब रिसीवर बफर फुल है आप सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हैं जिसमें संबंधित एक्नॉलेजमेंट नंबर है और जिसमें विंडो वैल्यू 0 है तो सेंडर यहां पर ब्लॉक्ड है अब एप्लीकेशन 1 बाइट डाटा रीड करता है जैसे ही एप्लीकेशन 1 बाइट डाटा रीड करता है तब आपके पास बफर में फ्री स्पेस हो गया है अब मान लीजिए रिसीवर दूसरा एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जिसमें विंडो साइज 1 है अगर रिसीवर स्मॉल विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट सेंडर को सेंड करता है तो सेंडर क्या करेगा सेंडर सिर्फ 1 बाइट डाटा सेंड करेगा और जैसे ही सेंडर ने 1 बाइट डाटा सेंड किया तो उस 1 बाइट डाटा से रिसीवर बफर पुनः फुल हो जाता है तो इस 1 बाइट विंडो अपडेट मैसेज से यह लूप बन जाता है जिसमें सेंडर 1 बाइट डाटा सेगमेंट भेजता रहता है तो यह पुनः उसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे जिसमें आप कई छोटे छोटे सेगमेंट्स एक के बाद एक सेंड कर रहे थे नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य से इसमें बहुत ओवरहेड होने की वजह से हम कई छोटे छोटे सेगमेंट सेंड करना नहीं चाहते यह रिसीवर को बगैर किसी सार्थक डाटा के ट्रांसफर के काफी अधिक मात्रा में बैंडविड्थ को कंसीव करता है इस समस्या का हल क्लार्क ने प्रस्तावित किया था जिसे हम क्लार्क सॉल्यूशन कहते हैं क्लार्क सॉल्यूशन यह कहता है कि 1 बाइट के लिए विंडो अपडेट ना सेंड करें बल्कि रिसीवर बफर पर पर्याप्त स्पेस उपलब्ध होने के लिए प्रतीक्षा करें जब रिसीवर बफर पर पर्याप्त स्पेस उपलब्ध हो तभी आप विंडो अपडेट मैसेज सेंड करें अब प्रश्न यह उठता है कि "पर्याप्त स्पेस" की परिभाषा क्या है यह टीसीपी इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है अगर आप कुछ बफर स्पेस का उपयोग कर रहे हैं तब आप बफर स्पेस का कुछ प्रतिशत उपयोग करते हैं अगर यह उपलब्ध हो पाता है तो सिर्फ तभी आप सेंडर को विंडो अपडेट मैसेज सेंड करते हैं यहां आप एक दिलचस्प तथ्य देख सकते हैं "हैंडलिंग शार्ट सेगमेंट सेंडर एंड रिसीवर टुगेदर" सिली विंडो सिंड्रोम के लिए निगलस एल्गोरिदम और क्लार्क सॉल्यूशन दोनों कंप्लीमेंट्री अर्थात पूरक है जैसा कि हमने पहले देखा है निगलस एल्गोरिदम और डिलेड एक्नॉलेजमेंट दोनों की वजह से स्टार्वेशन हो सकता है लेकिन वैसा यहां नहीं होगा निगलस एल्गोरिदम उस समस्या को हल करता है जो सेंडिंग एप्लीकेशन द्वारा टीसीपी को एक बार में 1 बाइट डाटा डिलीवर करने की वजह से होती है तो यह सेंडिंग एप्लीकेशन को छोटे छोटे सेगमेंट्स सेंड करने से रोकता है जबकि क्लार्क सॉल्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन को एक बार में 1 बाइट डाटा का विंडो अपडेट सेंड करने से रोकता है रिसीविंग एप्लीकेशन जोकि टीसीपी लेयर से एक बार में1 बाइट डाटा प्राप्त कर रहा है इसके लिए आप फौरन विंडो अपडेट मैसेज सेंड नहीं करेंगे इसमें कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि जब भी आप निगलस एल्गोरिदम और क्लार्क सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन परिपेक्ष में पुनः इसमें कुछ डिले होगा एप्लीकेशन रिस्पांस टाइम अभी भी स्लो होगा क्योंकि आप पर्याप्त डाटा के इकट्ठे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके बाद ही सेगमेंट बनाते हैं इसी प्रकार से रिसीवर साइड पर आप एप्लीकेशन के द्वारा पर्याप्त डाटा को रीड करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद ही आप विंडो अपडेट मैसेज सेंड करेंगे एप्लीकेशन के परिप्रेक्ष्य में इसका रिस्पांस टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन यह इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता है जैसा कि निगलस एल्गोरिदम और डिलेड एक्नॉलेजमेंट के कारण स्टार्वेशन में होता है लेकिन कुछ निश्चित एप्लीकेशंस के लिए मान लीजिए रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए आप चाहेंगे कि निगलस एल्गोरिदम और क्लार्क सॉल्यूशन को नजरअंदाज करते हुए डाटा फॉरेन ट्रांसफर हो जाए उस स्थिति में आप टीसीपी हेडर में PSH फ्लैग सेट कर सकते हैं यह PSH फ्लैग फौरन डाटा सेंड करने में आपकी सहायता करता है यह सेंडर को एप्लीकेशन साइड से और अधिक डाटा की प्रतीक्षा करने के बजाए फौरन सेगमेंट क्रिएट करने के लिए सूचित करने में सहायता करता है ताकि आप PSH फ्लैग का प्रयोग कर रिस्पांस टाइम को कम कर सकें तो अब इसमें दूसरी बात है टीसीपी में आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को हैंडल करना तो टीसीपी करता क्या है टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को बफर करके डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का अग्रेषण करता है इसमें यह डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की संकल्पना टीसीपी का एक दिलचस्प पहलू है टीसीपी क्या करता है कि जब भी आप कुछ निश्चित आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को रिसीव कर रहे हो मान लीजिए आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह रिसीवर बफर है इस रिसीवर बफर में मान लीजिए यह सेगमेंट 1024 का है और रिसीवर ने 1023 तक डाटा रिसीव किया है और अब यह 1024 के आगे डाटा एक्सपेक्ट कर रहा है और आपने यहां मान लीजिए 2048 का सेगमेंट रिसीव किया है इस स्थिति में जब भी रिसीवर ने पिछला सेगमेंट रिसीव किया है तो इसने सीक्वेंस नंबर 1024 के साथ एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया इसका मतलब है रिसीवर 1024 बाइट से शुरू होने वाले सेगमेंट की अपेक्षा कर रहा है लेकिन इसने यहां पर इस आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट को रिसीव किया है यह इस आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट को बफर में रख देगा लेकिन यह पुनः उसी सीक्वेंस नंबर के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यानी यह अभी भी सीक्वेंस नंबर 1024 की अपेक्षा कर रहा है इस एक्नॉलेजमेंट को हम डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट कहते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DUPACK भी कहते हैं तो इस DUPACK से हम सेंड एप्लीकेशन को यह सूचित करते हैं कि यह खास रिसीवर ने 1024 से शुरू होने वाले बाइट को रिसीव नहीं किया है बल्कि इसके बाद इसने कुछ और ही बाइट्स रिसीव किया है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम में इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है अगली कक्षा में जब हम टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम का अध्ययन करेंगे तब इसके प्रभाव की चर्चा हम विस्तार में करेंगे यहां आप यह उदाहरण देख सकते हैं मान लीजिए रिसीवर ने 0 1 2 बाइट्स रिसीव किए हैं इसने बाइट 3 रिसीव नहीं किया है और इसके बाद 456 7 बाइट्स रिसीव किए हैं तो टीसीपी एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 के साथ एक क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जो कि यह एक्नॉलेज करता है की बाइट 2 तक सभी डाटा रिसीव कर लिया गया है जब बाइट 4 रिसीव कर लिया गया है इसके बाद एक डुप्लीकेट ACK एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 के साथ अग्रेषित किया गया है जोकि अगला अपेक्षित बाइट है यह कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम को ट्रिगर करता है जिसका हम अगली कक्षा में विस्तार में अध्ययन करेंगे टाइम आउट होने के बाद सेंडर बाइट 3 को रिट्रांसमिट करता है तो जब भी सेंडर बाइट 3 को रिट्रांसमिट करता है तब आप यहां बाइट 3 रिसीव करते हैं जैसे ही आप बाइट 3 को यहां रिसीव करते हैं तो आप मौलिक तौर पर बाइट 7 तक सभी बाइट्स को रिसीव कर चुके हैं तो आप अब एक्नॉलेजमेंट नंबर 8 के साथ अन्य क्युमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ क्योंकि आप बाइट 7 तक सब कुछ रिसीव कर चुके हैं और अब आप बाइट 8 की अपेक्षा कर रहे हैं ठीक है टीसीपी में मल्टीपल टाइमर्स इंप्लीमेंटेशन होता है आइए उन टाइमर्स को विस्तार में देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण टाइमर है टीसीपी रिट्रांसमिशन टाइम आउट या इसे हम संक्षिप्त में टीसीपी आरटीओ भी कहते हैं यह रिट्रांसमिशन टाइम आउट फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम में सहायता करता है जब भी एक सेगमेंट को सेंड किया जाता है तब यह रिट्रांसमिशन टाइमर शुरू हो जाता है अगर टाइमर के एक्सपायर होने के पहले सेगमेंट एक्नॉलेज्ड हो जाता है तो टाइमर बंद हो जाता है और अगर एक्नॉलेजमेंट के आने के पहले टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो सेगमेंट को रिट्रांसमिट किया जाता है तो सेंडर साइड से अगर आपने एक सेगमेंट सेंड किया है तब आप टाइमर शुरू करते हैं और मान लीजिए टाइम आउट के पहले अगर आपने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया है तब आप टाइमर को रीस्टार्ट करते हैं अन्यथा जब टाइम आउट हो जाता है तब आप सेगमेंट को रिट्रांसमिट करते हैं टाइम आउट हुआ इसका मतलब यह है कि नेटवर्क में कुछ अनुचित हुआ है साथ ही यह कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम को भी ट्रिगर करता है जिसकी चर्चा हम कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम के अध्ययन के दौरान करेंगे जो कि लॉस्ट सेगमेंट को रिट्रांसमिट भी करता है कहने का तात्पर्य है कि अगर टाइम आउट होने के पूर्व इसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेगमेंट लॉस्ट हो गया है अब प्रश्न यह आता है कि रिट्रांसमिट टाइमआउट के लिए आदर्श मान क्या हो सकता है आप इस रिट्रांसमिट टाइम आउट को कैसे कहेंगे इसका एक संभावित हल यह है कि राउंड ट्रिप टाइम का अनुमान लगाया जाए क्यों कि आपने एक सेगमेंट सेंड किया है और आप उससे संबंधित एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं अगर नेटवर्क में सब कुछ ठीक ठाक हो तब सेगमेंट ट्रांसमिशन और एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन एक राउंड ट्रिप टाइम का समय लेंगे तो सेगमेंट ट्रांसमिशन और एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन के लिए एक राउंड ट्रिप टाइम का समय अपेक्षित है लेकिन नेटवर्क डिले और इस तरह की घटनाओं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं की वजह से मैं रिट्रांसमिशन टाइमआउट को राउंड ट्रिप टाइम के कुछ मल्टीपल पॉजिटिव वैल्यू के रूप में सेट अप करूंगा यानी यह nX RTT इस प्रकार होगा जिसमें n का मान 123 इत्यादि हो सकता है जो कि आपके डिजाइन चॉइस के आधार पर होता है लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि आप राउंड ट्रिप टाइम का अनुमान कैसे लगाते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क वस्तुतः डायनामिक है और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए इस राउंड ट्रिप टाइम का अनुमान लगाना कठिन है तो आइए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए यह कठिन क्यों है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 तो यहां RTT के दो प्लॉट्स हैं एक डाटा लिंक लेयर के लिए और दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए इनमें अंतर यह है कि डाटा लिंक लेयर में आपके पास दो अलग अलग नोड्स हैं जो कि सीधे तौर पर लिंक के द्वारा जुड़े हुए है इनको मैसेज को सेंड करने और उस मैसेज का रिप्लाई प्राप्त करने में कितना समय लगेगा नेटवर्क लेयर में दो नोड्स के बीच में आपके पास संपूर्ण इंटरनेट है और अब आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस एंड पर होस्ट को मैसेज सेंड कर रहे हैं और उसका रिप्लाई भी रिसीव कर रहे हैं तो यह औसतन कितना राउंड ट्रिप टाइम ले रहा है अब अगर हम सिर्फ राउंड ट्रिप टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि जब आप डाटा लिंक लेयर पर है तो इस में परिवर्तन बहुत अधिक नहीं है क्योंकि इसमें एक सिंगल लिंक है और इस एक सिंगल लिंक में डायनमिसिटी बहुत कम है चूकि सिंगल लिंक के लिए डायनमिसिटी बहुत कम है अतः यहां आप अच्छा अनुमान लगा सकते हैं अगर आप इसमें इसका औसत निकाल लें तो यह आपको राउंड ट्रिप टाइम का एक बेहतर अनुमान देता है लेकिन यह ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सत्य नहीं है ट्रांसपोर्ट लेयर में इंटरमीडिएट नेटवर्क्स में और सेंडर और रिसीवर के बीच में अनेक परिवर्तन होते हैं तो आपके राउंड ट्रिप टाइम में भी काफी अधिक परिवर्तन होता है तो आप यहां बस एक औसत लेते हैं और यह औसत कभी आपको सही अनुमान नहीं देता यह हो सकता है कि वास्तविक मान यहां पर यह हो जैसा की स्लाइड में दिखाया गया है और इस तरह इसमें औसत से यह काफी विचलित होता है अगर आप राउंड ट्रिप टाइम के अनुमान को कंसीडर करते हुए रिट्रांसमिशन टाइमआउट सेट करते हैं तो आप मिथ्या RTO प्राप्त करेंगे इसका हल यह है कि यहां पर आप एक डायनेमिक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें जो नेटवर्क परफॉर्मेंस के लगातार मेज़रमेंट के आधार पर स्थिर टाइम आउट इंटरवल को अडॉप्ट करे तो यह आप कैसे करेंगे इसे करने के लिए हमारे पास जकोब्सन एल्गोरिदम है जो 1988 में प्रस्तावित किया गया था और जिसका प्रयोग टीसीपी में होता है जकोब्सन एल्गोरिदम यह कहता है कि प्रत्येक कनेक्शन के लिए टीसीपी एक वेरिएबल मेंटेन करता है जिसे एसआरटीटी यानी स्मूथ्ड राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं जोकि डेस्टिनेशन के लिए राउंड ट्रिप टाइम का सर्वश्रेष्ठ करंट एस्टीमेट है अब जब भी आप एक सेगमेंट सेंड कर रहे हैं तो आप एक टाइमर शुरू करते हैं इस टाइमर के दो अलग अलग उद्देश्य हैं पहला यह टाइमर को ट्रिगर करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है और दूसरा उसी समय पर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने में कितना समय लगेगा इसका पता लगाने के लिए भी यह प्रयुक्त हो सकता है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 आपने यह सेगमेंट सेंड किया है और यह आप अपना टाइमर शुरू कर करते हैं क्लॉक टिक टिक करना जारी रखता है अगर आप यहां एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते हैं तो इस चरण में आप सोच सकते हैं कि यह टाइमर बंद होता है और यह अंतराल आपको राउंड ट्रिप टाइम का अनुमान देता है अगर आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करते हैं तो कुछ टाइम आउट के बाद टाइमर यहां एक्सपायर हो जाता है और मान लीजिए अगर टाइमर एक्सपायर होता है तो आप सेगमेंट को रिट्रांसमिट करते हैं तो यह एक ही टाइमर दो अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हो सकता है आप टाइम मेजर करते हैं अगर आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते हैं तथा आप SRTT को इस प्रकार से अपडेट करते हैं SRTTɑSRTT 1 ɑR इस मेकैनिज्म को हम एक्स्पोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज अथवा EWMA कहते हैं α एक स्मूथिंग फैक्टर है जो यह सुनिश्चित करता है कि पुराने मान इतनी जल्दी कैसे विस्मृत कर दिए जाते हैं यानी पुराने मान को आप क्या वेट देने जा रहे हैं प्रारूपिक तौर पर टीसीपी में जकोब्सन ने α का मान ⅞ सेट किया है इस EWMA एल्गोरिदम में एक समस्या है SRTT को एक उचित मान देने के बावजूद उपायुक्त RTO का चुनाव करना नॉन ट्रीविअल है क्योंकि टीसीपी के आरंभिक इंप्लीमेंटेशन इसमें RTO इस प्रकार प्रयुक्त हुआ RTO2SRTT लेकिन यह पाया गया कि यहां पर अभी भी काफी वैरियन्स है लोगों ने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर यह देखा कि RTO का स्थिर मान काफी इनफ्लेक्सिबल है और इस वजह से जब वैरियन्स अधिक होता है तब यह रिस्पॉन्ड करने में विफल होता है तो आपका मेजर्ड RTT का विचलन अनुमानित RTT से बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में आप मिथ्या RTO प्राप्त करेंगे अगर RTT फ्लकचुएशन अधिक हो तो समस्या हो सकती है आमतौर पर यह तब होता है जब आपके नेटवर्क पर लोड बहुत अधिक हो तब आपका RTT में फ्लकचुएशन भी काफी अधिक होगा तो इस स्थिति में इसका हल यह है कि RTO के अनुमान के दौरान औसत के अलावा आप RTT के वैरियन्स को कंसीडर करें हम RTT के वैरियन्स को कंसीडर करते कैसे हैं RTT के वैरियन्स को कंसीडर करने के लिए आप RTT वेरिएशन जिसे RTTVAR भी लिखा जाता है को अपडेट करते हैं RTTVAR को इस प्रकार अपडेट किया जाता है RTTVAR β X RTTVAR 1 β Ι SRTT R Ι RTTVAR β X RTTVAR 1 β Ι SRTT R Ι यहां पर SRTT R यह RTT के करंट ऐस्टीमेशन और मेजर्ड RTT के अंतर को दर्शाता है यहां पर हम β का मान ¾ सेट करते हैं अब आप इस प्रकार RTO का अनुमान लगा सकते हैं RTO SRTT 4XRTTAR आप यहां पर वैरियन्स को भी कंसीडर कर रहे हैं अगर आपका नेटवर्क लोड अधिक हो जाता है तो सिस्टम इस वेरिएशन को अडेप्ट कर लेगा अब आपके दिमाग में प्रश्न यह आता है कि यह 4 ही क्यों अब यह तो ईश्वर ही जानता है कि 4 क्यों लिया गया है यह बहुत हद तक मनमाने तरीके से लिया गया है अगर आप जैकोब्सन के पेपर में देखें जहां उन्होंने इस RTO अनुमान को डील किया है उस स्थिति में वहां कई बुद्धि वाली युक्तियां है इसे कंप्यूटेशनल लाइट वेट बनाने के लिए उन्होंने इंटिजर एडिशन सब ट्रैक्शन और शिफ्ट का प्रयोग किया है तो उन्होंने यह मान 4 का प्रयोग किया है 4 जो कि 2 स्क्वेयर है तो आप बायनरी शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करके इस कंप्यूटेशन को बना सकते हैं यह बस एक संभावित कारण है जिसकी वजह से जैकोब्सन ने इनका प्रयोग कर इसका मान 4 सेट किया है अब एक अन्य प्रश्न आता है कि आप RTT ऐस्टीमेशन कैसे प्राप्त करेंगे जब एक सेगमेंट लॉस्ट हो गया हो और रिट्रांसमिट किया गया हो जब एक सेगमेंट लॉस्ट हो गया हो और पुनः रिट्रांसमिट किया गया हो तब आप RTT का सही अनुमान नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि जो सेगमेंट आपने ट्रांसमिट किया है वह लॉस्ट हो गया है आपने यहां टाइमर शुरू कर दिया है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 ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यह RTT का सही अनुमान नहीं देगा क्योंकि बीच में सेगमेंट लॉस्ट हुआ और आपने उसी सेगमेंट का डुप्लीकेट ट्रांसमिशन किया इसको रोकने के लिए कर्ण एक एल्गोरिदम Karn's algorithm प्रोवाइड करते हैं और कर्ण एल्गोरिदमKarn's algorithm यह कहता है कि ऐसे किसी सेगमेंट पर एस्टीमेट को अपडेट ना करें जिसे रिट्रांसमिट किया गया है जब भी आप इसी सेगमेंट को रिट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप RTT ऐस्टीमेशन को अपडेट नहीं करते हैं और जब तक सेगमेंट पहली बार रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता तब तक प्रत्येक क्रमिक ट्रांसमिशन पर टाइम आउट दुगना हो जाता है आप इसे यहां स्लाइड में देख सकते हैं यह उसी प्रकार है जैसे आप एक टाइमर सेट करते हैं और मान लीजिए यह आपका टाइम आउट है अब आप सेगमेंट को रिट्रांसमिट करते हैं मान लीजिए यह RTO का मान है और अगली बार के लिए आप इसको 2X RTO इस प्रकार सेट करते हैं आप कुछ अधिक समय के लिए रिस्पांस के आने की प्रतीक्षा करते हैं अगर आप इस समय तक रिस्पांस प्राप्त करते हैं तो यह अच्छी बात है और अगर आप रिस्पांस नहीं प्राप्त करते हैं तो आप इसको 4XRTO इस प्रकार सेट करते हैं तो इस प्रकार आप RTO को तब तक बढ़ाते हैं जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता जब आप एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने लगते हैं तो आप पुनः इसे रिट्रांसमिशन टाइमआउट के वास्तविक इंप्लीमेंटेशन पर सेट करते हैं और भी कुछ टीसीपी टाइमर है जैसे एक है परसिस्टेंट टीसीपी टाइमर जो कि डेडलॉक को अवॉइड करता है जब रिसीवर बफर 0 घोषित किया जाता है टाइमर के ऑफ होने की स्थिति में सेंडर एक प्रोब पैकेट रिसीवर को अग्रेषित करता है ताकि वह अपडेटेड विंडो साइज प्राप्त कर सके दूसरा टाइमर है कीप अलाइव टाइमर जब कनेक्शन दीर्घ काल के लिए निष्क्रिय रहता है तो यह कीप अलाइव टाइमर इस कनेक्शन को क्लोज कर देता है तो यहां आपने डाटा नहीं सेंड करने के लिए कनेक्शन सेट कर दिया है इसके बाद यह कीप अलाइव टाइमर ऑफ हो जाएगा और फिर टाइम वेट स्टेट होता है जिसे हमने कनेक्शन क्लोजर की स्थिति में देखा है आप कनेक्शन के क्लोज होने के पहले कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं और यह प्रतीक्षा समय सामान्य तौर पर पैकेट लाइफ टाइम का दुगना होता है तो यह फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम और टीसीपी टाइमर वैल्यू के विभिन्न सेटअप की जानकारी है आने वाली कक्षा में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन लॉस्ट और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को अप्लाई करते हैं जिन्हें हमने टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के प्रबंधन में देखा है आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद